आपका फिरसे स्वागत हे पिछले व्याख्यानों में हमने पेटेंट पर चर्चा की है हमने ट्रेडमार्क पर भी चर्चा की है इस खंड में हम भौगोलिक संकेतों के बारे में बात करेंगे अब हमें आश्चर्य हो सकता है कि भौगोलिक प्रतीकों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि यह विशेष रूप से कृषि उत्पादों के लिए हो सकता है जैसे कुछ चीजें केवल बढ़ती हैं और इसीलिए इसकी कीमत मिलती है इसलिए भौगोलिक संकेतों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है अब एक बार फिर यह समझा जाता है कि यह क्या है एक भौगोलिक प्रतीक एक इशारा है जिसका उपयोग किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर किसी वस्तु या प्रतिष्ठा के साथ संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है इसलिए इसमें आमतौर पर माल की वास्तविक स्थिति शामिल होती है इसका उपयोग ज्यादातर कृषि उत्पादों में किया जाता है यहां की तरह भारत के लोगों में भी मैं सेब के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हूं जो कि हिमाचल प्रदेश से हो सकता है या विश्व स्तर पर स्विस चॉकलेट में उत्पादित होते हैं हालांकि ऐसा नहीं है की यह केवल कृषि उत्पाद तक ही सीमित नहीं है यह अन्य उत्पाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे के जापान इत्याद तो सामान्य भौगोलिक संकेत क्या है यह तब होता है जब जगह के नाम का उपयोग किसी विशेष प्रकार के उत्पाद की पहचान करने के लिए किया जाता है बजाय इसके मूल की पहचान करने के फिर यह भौगोलिक संकेतक के रूप में काम नहीं करता है इसे सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है भौगोलिक संकेतों को मुख्य रूप से उपभोक्ताओं द्वारा गुणवत्ता और विश्वास का पर्याय माना जाता है इसलिए यह एक तरह से मूल्यवान प्रतिष्ठा को दर्शाता है जिसे कंपनी चाय के नाम पर चाय बेचना हालांकि यह वहाँ नहीं उगाया जाता है लेकिन इस नाम का उपयोग उच्च कीमतों पर किया जाता है अब इन शब्दों के बीच एक निश्चित अंतर है जो एक भौगोलिक प्रतीक है और एक ट्रेडमार्क तो यह वह जगह है जहां यह मिठाई के मामले में संबंधित हो सकती है हमारे पास विशेष रूप से मिठाई भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है और आपको इसका मूल्य मिलता है ऐसा नहीं है कि मिठाई नहीं की जा रही है या यह अन्य स्थानों में उत्पादित नहीं है लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में इसकी अपनी विशेषज्ञता है हो सकता है यह स्वयं का विशेष नुस्खा है जो उस उत्पाद को विशिष्टता देता है विशेष स्वाद और उस संकेतक के जो भौगोलिक संकेतक संरक्षित करता है संकेत की रक्षा करने से उस वस्तु का मूल्य सुरक्षित रहता है इसलिए भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है और यह राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार है आगे हम कॉपीराइट आमतौर पर उन कानूनों के बारे में हैं जो लेखकों को अनुदान देते हैं उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए सुरक्षा इसलिए अब तक हम भौगोलिक संकेतकों पर चर्चा कर रहे थे हमने पेटेंट के बारे में चर्चा की है और हमने भौगोलिक स्थानों के बारे में चर्चा की है इन सभी 4 में सामान या सेवाओं की औद्योगिक संपत्ति से संबंधित चीजें शामिल हैं इसलिए अगर हम कालानुक्रमिक रूप से चलते हैं तो हमने इसके बारे में चर्चा की है जैसे कि जब आप पेटेंट अब मौजूद नहीं है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में आता है उदाहरण के लिए जैसे कि कोई भी आ सकता है और उस तकनीक पर शोध के माध्यम से सुधार कर सकता है उस पर कार्य पहलुओं और उस पर सुधार कर सकता है हमने कुछ चीजें कुछ वैज्ञानिक विचार और कानून भी देखे हैं आमतौर पर पेटेंट संरक्षित नहीं होता है इसलिए इस बात पर बहुत गहन विचार किया जा सकता है कि सभी को पेटेंट कर देते हैं और फिर आपने इसके लिए बहुत अधिक कीमत वसूल की तो जो शायद बड़े पैमाने पर जनता की सामर्थ्य सीमा से परे है तो यह है या नहीं इसलिए इसे लेकर बहुत बहस होगी अगला जब हम ट्रेडमार्क के संरक्षण की बात कर रहे हैं यह न केवल सेवा की गुणवत्ता और उस उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन है जिसे हम ट्रेडमार्क संरक्षण हमारी मदद करता है ऐसा करने के लिए यह हमें इसके सौंदर्यवादी हिस्से की सुरक्षा करने में मदद करता है इसलिए यदि हम पेटेंट को देखते समय कैसे एक अच्छा एहसास देता है और क्या इसे संरक्षित किया जा सकता है आगे जब हम भौगोलिक संकेत पर जाते हैं यहां हम किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बनाई गई चीजों की विशिष्टता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ कारीगरों के पास कुछ विचार हो सकते हैं जो किसी विशेष स्थान पर बनाए गए हैं और यह वर्षों के अनुसंधान या विशेषज्ञता के साथ आता है वह उस विशेष स्थान पर महारत हासिल कर चुका है जिसमें वह शामिल है और क्या अधिक है क्योंकि यह कृषि उत्पादों के बारे में अधिक है इसे बढ़ाया जा सकता है जैसा कि हमने ऑटोमोबाइल में कहा था इसे मिठाइयों तक बढ़ाया जा सकता है इसे किसी में भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसका कारण उस विशेष स्थान या अधिक शोधकर्ताओं में लोगों की उपस्थिति है जिनके पास सेवाओं की भविष्यवाणी करने में कुछ मूल्य था वे इसे एक विशेष मूल्य देते हैं और इस प्रकार इसके मूल्य में वृद्धि करते हैं जो होता है वह हमें नहीं मिलता है इसी तरह के उत्पादों को कहीं और बनाया जा सकता है यह वह विशेष स्थान है जो इसके लिए मूल्य और इसके लायक जोड़ा जाता है तो भौगोलिक संकेतक उसके लिए रक्षा करते हैं ये सभी 4 चर्चाएं जहां बौद्धिक संपदा के लिए प्रकृति की औद्योगिक संपत्ति के बारे में हैं जब आप कॉपीराइट जैसे प्रसारण संगठनों के लिए एक संरक्षण है इसलिए कॉपीराइट या शायद पसंदीदा से बात कर रहे हैं जब आप अन्य कलाकारों से बात कर रहे हैं तो कॉपीराइट धारकों के अधिकार क्या हैं वे दूसरों को अपने काम को पुन प्रस्तुत करने से रोक सकते हैं इसका उपयोग कहीं और बिना प्रतियां बनाने के लिए कर सकते हैं और इसे लाभ के लिए बेच सकते हैं इसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसे अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं और वो भी बिना किसी अनुमति के क्यों यह इन दिनों अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ इसलिए सैटेलाइट और संबंधित अधिकार व्यापक हो गए हैं इसलिए इस नई तकनीक के साथ लोगों के लिए दूसरों के कामों को कॉपी और संबंधित अधिकारों के बारे में चर्चा करना और इसकी रक्षा करना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है

कॉपीराइट को अपने काम के निर्माण विकास और वैश्विक प्रसार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एक संगठन है जिसे 1970 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया है जो दुनिया भर के रचनाकारों और बौद्धिक संपदा मालिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सेवा के लिए समर्पित है उसी तरह आविष्कारकों और लेखकों को उनकी रचनात्मकता के लिए पहचाना और पुरस्कृत किया जाता है यह बौद्धिक संपदा के माध्यम से सुरक्षित विपणन उत्पादों के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहिया को भी सलाम करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा यह संगठन अपने सदस्य देशों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए नियमों और विनियमों की स्थापना और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है इसमें ट्रेडमार्क यह निर्धारित करते हैं कि कैसे सदस्य देशों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अन्य हितधारकों द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं और संभावित ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अनुकूलित किया जा सकता है अगले आगामी व्याख्यानों में हम आज के ट्रेडमार्क भौगोलिक संकेतकों और इनका समाधान कैसे करें क्या सही है की चर्चा के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के इन मुद्दों से संबंधित दुविधा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण सवालों को दिखाने की प्रकृति ये दुविधा वाले प्रश्न क्या हैं ये प्रश्न क्या हैं जिन्होंने हमें निर्णय लेने के चौराहे पर डाल दिया है और हम नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है इसलिए हम बहस के सवाल को भी शुरू करेंगे जैसे कि क्या सभी अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है फिर कितना साझा करना है कितना नहीं साझा करना है ताकि सूचित करें कि कितनी जानकारी साझा करनी है कितनी जानकारी साझा नहीं करनी है हम कितना कर सकते हैं दूसरों को देखें और हम अपने स्वयं के डिजाइनों की योजना बना रहे हैं या वे काम की परिस्थितियों में हैं वे अपने काम में दूसरों के संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वे किस हद तक कर सकते हैं और जहां उन्हें दूसरों के काम को संदर्भित करने की आवश्यकता है और लोगों को उचित पावती दें तो ये महत्वपूर्ण चर्चाएँ हैं और लगातार व्याख्यान सत्रों में हम इन चर्चाओं के साथ आ रहे हैं जो हमें इंजीनियरिंग प्रथाओं में इन चीजों के उपयोग के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करने में मदद करेंगे Thank you धन्यवाद